इसलिए हम सिंगल व्यू कैमरा जियोमर्ट्री पर अपना लेक्चर जारी रखेंगे हम विभिन्न प्रकार के होमोग्राफी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो एक सीन कैमरे में मौजूद हैं जब आपके पास एक ही सीन के कई इमेज एक ही कैमरे द्वारा लिए गए हैं तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मान लेते हैं कैमरा सेंटर फिक्स हो गया है लेकिन आपने इमेज प्लेन को उसके वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट किया है तो आप इस सीनरियों को कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक इमेज प्लेन है और आप एक सेंटर C पर कंसीडर करते हैं और इस प्लेन में एक इमेज बनता है जो x द्वारा दिया गया है अब यदि मैं इस इमेज प्लेन को एक एक्सिस पर एक एंगल से रोटेट करेते हैं तो उस स्थिति में आप इस रोटेशन के कारण किसी अन्य इमेज प्लेन को कंसीडर कर सकते हैं और आपको उस रोटेट किए गए कैमरे के इमेज प्लेन में एक पॉइंटउस इमेज प्लेन के साथ इंटरसेक्शन मिलेगा तो अब हम देखेंगे कि इन दो पॉइंटस के बीच एक होमोग्राफी मौजूद है पहले से ही हमने इस पर्टिकुलर फीचर् पर डिस्कशन की थी जब हमने प्रोजेप्क्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था कैमरा मैट्रिक्स पैरामीटरस या कैमरा मैट्रिक्स के संदर्भ में हम इस होमोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं तो इस मामले को कंसीडर करें कैमरे की रेफरेंस पोजिशन के रूप में पहली पोजिशन और इसके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इस रूप में दी गई है तो हम ध्यान दें कि यह लगभग एक कैमरा सेंटरिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है लेकिन आपके पास कलीब्रेशन मैट्रिक्स है इसलिए आपके पास इस मामले में एक कलीब्रेशन मैट्रिक्स शामिल है तो इस तरह से मेरा मतलब है कि आप इस को कंसीडर कर सकते हैं इसमें इस मामले में शामिल कलीब्रेशन मैट्रिक्स के वे पैरामीटरस हैं तो यह प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है जो हमें मिलता है और जब आप इस कैमरे को रोटेट करते हैं तो सब कुछ समान रहता है इसलिए ट्रांसलेशन परामीटर्स है ओरिजिन का ट्रांसलेशन यह 0 है क्योंकि उस मामले में ओरिजिन का कोई ट्रांसलेशन नहीं है और इस से रिफ्लेक्ट होता है वल्यू 0 कॉलम वेक्टर है लेकिन इसमें रोटेशन मैट्रिक्स है यह R एक मैट्रिक्स है l जो इस वर्टिकल एक्सिस के रोटेशन के कारण ट्रांसफॉर्मेशन को डीनोट करता है तो मैं इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को दूसरी स्थिति के रूप में लिख सकता हूं तो यह प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है इसलिए अगर मुझे लगता है कि मैं इस को कंसीडर करके इसे सिंप्लिफाई कर सकता हूं तो आप जानते हैं कि यहां मैं इसे इक्ववेलेनट रूप से सही कर सकता हूं क्योंकि यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह आपको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स देगा तो मैं यह भी लिख सकता हूं और जैसा कि हम जानते हैं कि यह पहले कैमरे का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है तो यह वही है जो आपको पहले कैमरे की इमेज पॉइंट दे रहा है तो अंत में इस तरह से से जुड़ा हुआ है तो यह एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है जिसे आपको के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और यह मैट्रिक्स स्वयं होमोग्राफी है तो यह है कि इन दोनों विचारों के बीच और एक ही सीन पॉइंट और उनके करोसपोंडिंग इमेज पॉइंटस के बीच होमोग्राफी कैसे एस्टेब्लिशड की जाती है और इस होमोग्राफी मैट्रिक्स की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हैं क्योंकि इस रोटेशन मैट्रिक्स में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जैसे कि पहली बात यह है कि इस रोटेशन मैट्रिक्स का एक ही आइगेन वैल्यू है और रोटेशन मैट्रिक्स आइगेन वैल्यू अच्छी तरह से डिफाइन हैं रोटेशन मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर की इस संपत्ति के कारण जो एक एक्सिस के एंगल पर घूमता है तो यह होना चाहिए और इसलिए यह एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जैसा कि हम देख सकते हैं और एक स्केल फैक्टर है तो यह आइगेन वैल्यू में है या यहां तक कि मैं इसे और के रूप में लिख सकता हूं तो यह एक स्केल वैल्यू है अब H को कोंजुगेट रोटेशन होमोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग दो विचारों के रोटेशन के एंगल को मापने के लिए किया जा सकता है और वास्तविक आइगेन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आइगेन वेक्टर जो कि है कि इसे यहां के रूप में दिखाया गया है जो एक स्केलर है जो कि आइगेन वेल्यूज़ के इस सेट पर स्केल वैल्यू का भी संकेत दे रहा है तो उस आइगेन वेक्टर रोटेशन एक्सिस का वनिषिंग पॉइंट है तो यह एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है इसलिए हम देखेंगे कि इस होमोग्राफी का उपयोग विभिन्न इमेजिंग से कैसे रिलेट किया जा सकता है कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम इस सिंगल व्यू कैमरा ज्योमेट्री के साथ प्रोजेप्क्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करना चाहेंगे जिसकी हम पहले डिस्कशन कर चूके हैं तो पहले से ही हम इसी एफाइन रेक्टिफिकेशन या स्ट्रतिफिकेशन कार्यों को कंसीडर कर चुके हैं जो इमेजेस के साथ होमोग्राफी का उपयोग शामिल है अब हम उन एप्लीकेशंस को एक बार फिर से यहाँ पॉइंट कर सकते हैं इसलिए हम एक व्यू को देखते हुए सिंथेटिक व्यू जेनरेट कर सकते हैं इसलिए जैसा कि हमने अपने लेक्चर्स के पिछले उदाहरण में किया था तो आपके पास एक ऑब्लिक प्लेन है रेफरेंस व्यू के संबंध में अगर कोई ऑब्लिक प्लेन है इसका मतलब यह है कि आप प्राकृतिक टेंडेंसी फरनटो पैरलल प्लेन को देखना चाहते हैं और कोई भी ऑब्लिक सेंसेशनस उस तरह की सेंसेशनस को उस फरनटो पैरलल प्लेन के संबंध में आ रहा है इसलिए यदि आपके पास एक ऐसा प्लेन है जो फरनटो पैरलल प्लेनों के संबंध में एक एंगल बनाता है और उस प्लेन पर कुछ ऑब्जेक्ट प्लानर ऑब्जेक्ट या इमेज है इसलिए हम इस होमोग्राफी को इसे सीधा करने के लिए लागू कर सकते हैं ताकि इसे फरनटो पैरलल प्लेनों पर बनाया जा सके इसलिए आप इस पर्टिकुलर उदाहरण को कंसीडर करते हैं इसलिए एक फरनटो पैरलल व्यू में हम उसी आस्पेक्ट रेशियो को रखते हुए हम इमेज पॉइंटस को फिर से डिफाइन कर सकते हैं और फिर हम होमोग्राफी को कंप्यूट कर सकते हैं यह उदाहरण हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो हम कंप्यूट कर सकते हैं और हम H के साथ सोर्स इमेज को रैप कर सकते हैं एक अन्य प्रकार का एप्लीकेशन इमेजेस का पनोरमिक मोसाईकिंग हो सकता है तो कंसीडर करें कि आपके पास एक वाइड व्यू है लेकिन किसी पर्टिकुलर समय में आपके पास केवल इमेज लेने का एक लिमिटेड व्यू है तो आपके पास एक वाइड पनोरमिक व्यू है और सिंगल कैमरे के साथ आप पूरे व्यू को कैप्चर करना चाहते हैं लेकिन आपका कैमरा केवल एक छोटे व्यू एंगल से प्रतिबंधित है तो आपके पास एक इमेज प्लेन है जहां केवल वे पॉइंट हैं जो इमेज प्लेन के संबंध में इंटर्सेक्ट कर रहे हैं जिसे आपके कैमरे के सेंसर ने महसूस किया है जो केवल कैप्चर किए गए हैं तो आप उस मामले में कैमरे को रोटेट कर इमेजेस की एक सीरीज पर कैप्चर कर सकते हैं इसलिए व्यू प्राप्त करना डिफरेंट व्यू से इमेजेस प्राप्त करना और फिर एक रेफरेंस प्लेन में होमोग्राफी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना और उन्हें एक ही रेफरेंस प्लेन के नीचे रखना तो उन सभी इमेजेस इसलिए वे ऐसे दिखते हैं जैसे कि सिम्पल प्लेनर प्लेन पर इमेजेस तो यह कि मोसाईकिंग करने का काम है इसलिए हमने अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि एक्सिस का रोस्टेशन होमोग्राफी की ओर कैसे ले जाता है इसलिए आप यहां पर कंसीडर करते हैं कि यह आपका रेफरेंस प्लेन है और ये अन्य व्यूज हैं कि आप अपने कैमरे से कहां देख रहे हैं तो आप इस व्यू पॉइंटस से होमोग्राफी लागू करते हैं मान लेते हैं कि यह होमोग्राफी है और फिर से इस व्यू से इस पॉइंट पर होमोग्राफी लागू करें और फिर सभी पॉइंटस को एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में पंजीकृत किया जाता है और आप बड़ी इमेज प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से आप इस तरह की कंप्यूटेशन का उपयोग करके एक पनोरमिक मोसाईकिंग प्राप्त कर सकते हैं तो आइए हम इमेजिंग में वनिषिंग पॉइंटस के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस्ड करें मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में वनिषिंग पॉइंटस को रेफर किया है होमोग्राफी के संबंध में वनिषिंग पॉइंटस का मतलब यह है कि प्रोजेप्क्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के संबंध में यहां तक कि कैमरा ट्रांसफॉर्मेशन से इमेजिंग के संबंध में वनिषिंग पॉइंटस के लिए भी इसी तरह के फीचर्स हैं तो वनिषिंग पॉइंटस कुछ भी नहीं हैं लेकिन उन पॉइंटस की इमेजेस हैं जो इन्फाईनाइट पर हैं आप ऐसा कंसीडर करें मैं आपको एक डिमेंशन सीन के संबंध में एक अनालॉजी देता हूं तो एक डिमेंशन सीन के बारे में एक इन्फाईनाइट रेखा के रूप में सोचा जा सकता है एक इन्फाईनाइट रेखा पर कोई पॉइंट तो आप इसे एक इन्फाईनाइट रेखा के रूप में मान रहे हैं और इस पर पॉइंट पड़े हुए हैं और हम प्रोजेक्शन रूल के साथ किसी भी पॉइंट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यह है कि एक सेंटर है और इस रेखा में कोई पॉइंट लेते हैं और फिर आप उस रेखा से उस पर किरण ड्रॉ करते हैं सेंटर और वह आपकी इमेज प्लेन पर इंटरसेक्ट करेगा तो इस मामले में यह इमेज रेखा भी है तो इस किरण के इंटरसेक्शन का पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर सीन पॉइंट की इमेज दे रहा है इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि सीन पॉइंट एक डायमेंशनल स्पेस है इसलिए अगर मैं इस लाइन में सभी पॉइंटस के लिए इस तरह की इमेजिंग का उपयोग करता हूं इसलिए हम इसका इफेक्ट देखेंगे मान लीजिए आप एक और पॉइंट लेते हैं एक बार फिर यह एक नया पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट तो ये ऐसी कोरस्पोंडिंग इमेजेस हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और यदि आप इन चीजों को करते हैं अंत में जैसा कि आप समझते हैं कि एक लिमिटेड पॉइंट के बियोंड है जिसे आपको कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि एक बार जब आपकी प्रोजेक्शन किरण लगभग पैरलेल हो जाती है तो दो पैरलेल रेखाएं हैं वे केवल इन्फाईनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं इसलिए हम यहां क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो एक लिमिटेड पॉइंट V मौजूद होता है जिसे इस तरह से ज्योमेट्री रूप से डिफाइन किया जाता है उस रेखा को कंसीडर करें जो L के पैरलेल है और उस सेंटर C से गुजर रही है और फिर वह रेखा जब वह पॉइंट V पर इमेज रेखा को काटती है जो कि वनिषिंग पॉइंट है क्योंकि कोई अन्य पॉइंट जो आप इस रेखा से चुनते हैं यह अभी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इस मामले में V आगे से ऊपर नहीं जा रहा है तो यह एक वनिशिंग पॉइंट की इंटरप्रटेशन है जब हम अपने सीन को एक डायमेंशनल स्ट्रेट रेखा के रूप में बाधित करते हैं और साथ ही हमारी इमेजिंग प्लेन इमेजिंग स्ट्रक्चर भी एक रेखा है इसलिए हम इस आइडिया को दो डायमेंशनल प्लेन पर तीन डायमेंशनल सीन की इमेजिंग के लिए एक्सटेनड करते हैं और हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार की कंडिशनस मिलती हैं जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि यह वनिशिंग पॉइंट है और यह वह सारांश है जो एक रेखा Lका वनिशिंग होने वाला पॉइंट है L के पैरलेल इमेज प्लेन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट और कैमरा सेंटर C से होकर गुजरना इसलिए यदि मैं इस कॉन्सेप्ट् को एक्स्टेंड करता हूं जैसा कि मैं मेंशन कर रहा था कि तीन डायमेंशनल स्पेस में थ्री डायमेंशनल लाइन पर कंसीडर करें यह रेखा डिफाइन है एक बार फिर आपकी इमेजिंग जियोमर्ट्री कैमरा या प्रोजेक्शन C के सेंटर द्वारा डिफाइन होती है और एक इमेजिंग स्पेस होता है और अगर मैं समान प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्ट को लागू करता हूं तो आपको इमेज स्पेस पर सभी प्रोजेक्टिव पॉइंट मिलेंगे वे भी लाइन पर होंगे और अंत में जब किरण प्रोजैक्ट्ड किरण के माध्यम से कैमरा केंद्र C कनेक्ट होता है तो यह फिर से L की दिशा के पैरलेल हो जाती है तो मेरा मतलब है कि उनका इंटर्सक्शन पॉइंट इनफिनिटी पर एक पॉइंट होगा जिसका अर्थ है कि इन्फाईनाइट पर पॉइंट उस दिशा में L है और उनकी इंटर्सक्शन पॉइंट और इमेज किरण के साथ उस किरण के इंटर्सक्शन का पॉइंट एक वनिशिंग पॉइंट की तरह कार्य करता है तो देखते हैं कि इसी तरह का कंस्ट्रक्ट यहां चल रहा है और फाइनली कंस्ट्रक्टिंग होगा जैसा कि मैंने मेशंड किया है कि L के पैरलेल रेखा जो पॉइंट V पर इंटर्सेक्ट कर रही है जो वनिशिंग पॉइंट बन जाती है आप नोट करें कि v r q वे सभी एक स्ट्रेट रेखा पर हैं क्योंकि यह एक स्ट्रेट रेखा की एक इमेज है और यह एक स्ट्रेट रेखा भी होगी और इसलिए यहां तक कि आप आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और फिर भी आप इस डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर रेखा L में कभी भी v पार नहीं करेंगे तो वह स्ट्रेट रेखा L का वनिशिंग पॉइंट है इसलिए यह रेखा L के पैरलेल है और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन d में इन्फाईनाइट पर एक पॉइंट को कैसे डीनोट किया जाता है यह है तो d लाइन L की डायरेक्शन है और अगर मैं उस पॉइंट के प्रोजेक्शन को लागू करता हूं अगर मैं उस मैथेमैटिकल मॉडल को अप्लाई करता हूं जहां मैं यह मान रहा हूं कि कैमरा मॉडल एक सरल कोनोनिकल रूप में है तो उस में एक कॉलम वेक्टर है हम करेंगे प्राप्त करें वह वनिशिंग पॉइंट है तो इस मामले में आप जानते हैं कि नोट करें कि वनिशिंग पॉइंट इंडीपेंडेंट है यहां पर्टिकुलर ट्रांसलेटशन केंद्र का इंडीपेंडेंट कैमरा सेंटर स्थित है इसलिए यदि इसे रोटट नहीं किया जाता है जैसा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देख सकते हैं कि यहां हमने केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है जिसका अर्थ है कि कोई रोटेशन नहीं है यह एक्सिस का एक ओरिएंटेशन है लेकिन फिर भी अगर मैं इसे अप्लाई करता हूं तो केवल आप कैमरे को ट्रांसलेट कर सकते हैं इसलिए अगर मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर करता हूं तो ट्रांसलेटशन के बाद नया कैमरा मैट्रिक्स कुछ इस तरह होगा जैसे K हमारे पास एक वेक्टर t हो सकता है और फिर अगर मैं वनिश होने वाले पॉइंट के प्रोजेक्शन को कंसीडर करता हूं तो आप समझते हैं कि d एक कॉलम वेक्टर है और फिर क्या होता है तो t भी मेरे रिप्रेजेंटेशन में एक कॉलम वेक्टर है तो यह भी d में K है तो यह कि आप कैसे जानते हैं कि एक वनिशिंग पॉइंट कंप्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट है इसलिए यह एक ज़रूरी मैथेमैटिकल एक्सप्लेनेशन है कि हम पॉइंटस को डिस्टेंस पर क्यों देखते हैं और वहाँ लगभग वे हमेशा एक ही स्थिति में होते हैं क्योंकि यदि आप हमारे रेफरेंस फ्रेम के संबंध में आगे बढ़ते हैं तो वे नहीं चलते हैं वे भी हमारे साथ चलते हैं जैसे यदि आप कंसीडर करते हैं कि आप कब चल रहे हैं और कुछ डिस्टेंस पर चंद्रमा को देख रहे हैं तो आप अपने रेफरेंस फ्रेम को पाएंगे चंद्रमा हमेशा एक ही पॉइंट पर रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपकी मोशन में कोई रोटेशन इनवाल्व नहीं है तो यह एक सरल है ट्रांसलेटरी मोशन है तो यह दिखेगा यह धीमा हो जाएगा जैसे कि यह नहीं है यह भी है जैसे कि यह आपके साथ भी चल रहा है जिसका अर्थ है कि यह आपके सम्मान के साथ उसी स्थान पर बना हुआ है तो आप उन फिनॉमिना की अच्छी एक्सप्लेनेशन जानते हैं तो यह उस चर्चा का अनुसरण है कि यह कैमरे की पोजीशन से वनिश होने वाले पॉइंट्स से इंडीपेंडेंट है अगर कैमरा रोटेट नहीं किया गया है लेकिन आप जानते हैं कि जब आपके पास एक रोटेटिड कैमरा होता है और आप तब भी इस एक्सप्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं एक ही मैथेमैटिकल लॉजिक को अप्लाई करके बहुत ही सिम्पल एक्सप्रेशन कि अगर मैं कैमरा सेंटर को रोटेट करता हूं तो आपके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को KR और फिर ऐसा कहते हुए लिखा जा सकता है मुझे लगता है यह हमारी स्थिति में कैमरा सेंटर को मूव करने का प्रभाव है तो मान लें कि यह रोटेशन R के बाद करोसपोंडिंग प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है और इसे एक कैमरा सेंटर में मूव किया जाता है तो अगर मैं वनिश होने वाले पॉइंट्स के प्रोजेक्शन को लागू करता हूं तो मैं इसे KRd के रूप में लिख सकता हूं तो यह वही है जो यहाँ दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि यह एक्सप्रेशन है तो इसका इंपलिकेशन यह है कि यदि मैं वनिशिंग पॉइंट्स को जानता हूं तो ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप वनिश होने वाले पॉइंट्स को कंप्यूट कर सकते हैं आप स्ट्रेट रेखाएं ले सकते हैं पैरलेल स्ट्रेट रेखाओं में और उस इमेज को ले सकते हैं और उनके इंटर्सेक्शन पॉइंट् का पता लगा सकते हैं जो आपको देगा वनिशिंग पॉइंट् और फिर यदि आप उन वनिशिंग पॉइंट्स को जानते हैं और यह भी कि अगर आप कलीब्रेशन मैट्रिक्स K जैसे कैमरा पैरामीटर्स को जानते हैं तो हम रोटेशन को कंप्यूट कर सकते हैं तो यह इस रिजल्ट के दिलचस्प इंपलिकेशन में से एक है तो यह है कि करोसपोंडिंग रेखा की डायरेक्शन भी इस रिलेशनशिप से कंप्यूट की जा सकती है कि क्या आप इसके विपरीत K नॉर्मल v को अप्लाई कर सकते हैं तो आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को अप्लाई कर सकते हैं जिसे आप उन्हें इस रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं आप थ्री डायमेंशन में स्ट्रेट रेखा की डायरेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप प्राप्त कर सकते हैं तो यह वनिश हो रहा है यह जानते हुए भी कि यह एक ही कलीब्रेशन पैरामीटर है और इसी तरह आप रेफरेंस फ्रेम को प्राप्त कर सकते हैं आप रेफरेंस फ्रेम के संबंध में स्ट्रेट रेखा की एक और डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं तो वहाँ से आप रोटेशन मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि इन दोनों डायरेक्शन के बीच रिलेशनशिप फिर से यदि वे एक ही ट्रांसफॉर्मेशन R से रिलेटेड हैं और R पर दो इंडीपेंडेंट कॉन्स्टेंट हैं और इस रिलेशनशिप का उपयोग करके कंप्यूट किया जा सकता है तो यह कॉन्स्टेंट एक्सप्लेन करता है कि यह एक ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है जो पहला कंस्ट्रेंड है और इसमें रोटेशन का एंगल है जो इनवाल्व है तो आपको यह डीटरमाइन करने की आवश्यकता है तो इससे आप पता लगा सकते हैं तो अब आइए हम इमेजिंग के संबंध में एक अन्य प्रकार की जियोमर्ट्री इंफॉर्मेशन या इंटरप्रेटेशन को कंसीडर करें आपने एक प्लेन को कंसीडर किया है और जो इसकी यूनिट द्वारा स्पेसिफाइड किया गया है एक नॉर्मल डायरेक्शन है जो नॉर्मल रूप से हमारे लिए जानी जाती है और निश्चित रूप से किसी पर्टिकुलर प्लेन को स्पेसिफाइ करने के लिए आपको इसकी बात जानने की आवश्यकता है तो इस मामले में हम कंसीडर करें हम इस प्लेन में स्ट्रेट रेखाओं का एक सेट जानते हैं वे भी स्पेसिफाइड हैं इसलिए अगर मैं इन स्ट्रेट रेखाओं की इमेजेस को लेता हूं तो क्या मिलेगा तो यदि आप एक प्लेन को कंसीडर करते हैं जो इस प्लेन के पैरलेल है इसका मतलब है जिसका सामान्य प्लेन भी वैसा ही है जैसा कि उसे दिखाया गया है और इसलिए वह कंस्ट्रक्ट है यह कैमरा सेंटर के माध्यम से एक पैरलेल प्लेन है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहां दिखाए गए इस प्लेन को डीनोट कर सकते हैं तो आप यहां क्या कर रहे हैं आपको M के डायरेक्शन के वनिशिंग पॉइंट मिल रहे हैं इसका मतलब है सभी पैरलेल रेखाएं या उस डायरेक्शन के पैरलेल इसमें एक वनिशिंग पॉइंट है और इसी तरह L द्वारा दिए गए डायरेक्शन से रिलेटिंग वनिशिंग पॉइंट है जो इस प्लेन पर पड़ा है तो इसके पैरलेल किसी भी रेखा की अपनी डायरेक्शन है इसलिए अगर मैं इन दो पॉइंट्स को जोड़ता हूं तो आपको इमेज प्लेन पर एक रेखा मिलेगी और वह क्रिया जो वनिशिंग रेखा है इंटरप्रिटेशन यह है कि उस रेखा पर स्थित रेखाओं के सभी वनिशिंग पॉइंट उस रेखा पर स्थित होंगे तो यहां तक कि किसी भी रेखा या उसके पैरलेल किसी भी प्लेन के पैरलेल उन डायरेक्शनों में उन सभी लाइनों के पास एक ही वनिशिंग रेखा है तो यह इंटरप्रटेशन है तो हम इस तरह से वनिशिंग रेखा L को डिफाइन कर सकते हैं कि यह इन दो प्लेनों का एक इंटर्सेक्शन है इसका मतलब है एक प्लेन जो कैमरा सेंटर के माध्यम से पैरलेल प्लेन है उस प्लेन के पैरलेल है जिसको हम यहां मेंशन कर रहे हैं तो यह एक प्लेन है जो इसके पैरलेल है और जो कैमरा सेंटर से होकर गुजर रहा है और जब यह इमेज प्लेन से इंटरसेक्ट होता है तब दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए वे एक लाइन पर इंटरसेक्ट होते हैं ताकि इंटरसेक्टिंग लाइन एक वनिशिंग लाइन है जो वनिशिंग लाइन की जियोमर्ट्री इंटरप्रिटेशन है और यह प्लेन से रिलेटेड है तो यह इस प्लेन के संबंध में वनिश होने वाली लाइन है तो यह इंटरप्रटेशन है तो इससे हम प्लेन के नॉर्मल भाग को कंप्यूट भी कर सकते हैं क्योंकि यदि आप वनिशिंग लाइन को जानते हैं तो मैं उसी ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके करोसपोंडिंग प्लेन को कंप्यूट कर सकता हूँ और यह प्लेन की डायरेक्शन को नॉर्मल कर देगा जिसके लिए यह रेखा है वनिशिंग लाइन है और अगर यह एक रेफरेंस कैमरा है इसका मतलब है अगर कैमरा इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है जो इस कैमरे का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है इसलिए अगर मैं के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो यह सरल होगा इसलिए यूनिडायरेक्शनल के लिए आपको उस वेक्टर के नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता होगी तो आइए हम फिर से इस पर्टिकुलर कंप्यूटेशन को इनवाल्व करने के लिए एक वर्कआउट करें मान लीजिए आपके पास एक कैमरा है जिसमें यह प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है जो P है जो यहाँ दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं और मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन द्वारा स्पेस के इमेज कोऑर्डिनेट में एक पंक्ति है तो हमें उस प्लेन के नॉर्मल भाग को कंप्यूट करना है जिसके लिए लाइन होरिजन के रूप में दिखाई देती है तो आप समझते हैं कि आपके होरिजोन को उस प्लेन का वनिशिंग लाइन होना चाहिए जो हमारे पर्टिकुलर व्यू के पैरलेल है मेरा मतलब है कि यह w जहां यह पर्टिकुलर रूप से वनिश होने वाली लाइन है तो आप उस प्लेन को प्राप्त करना चाहेंगे और इस लाइन के संबंध में इमेज प्लेन के साथ इंटर्सेक्ट कर रहे हैं इसलिए यह वही है जो हम जानना चाहते हैं तो हम करोसपोंडिंग सॉल्यूशन को देखते हैंआपके पास यह प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है तो कैमरा केंद्र द्वारा बनाए गए इस कॉलम वेक्टर और प्लेन द्वारा लाइन को डीनोट किया जाता है और यह लाइन जैसा कि आप जानते हैं कि यह है इसलिए यदि मैं इस कंप्यूटेशन को करता हूं तो आपको कैमरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ करना होगा और आप जानते हैं कि आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए फिर आपको इस तरह का इक्वेशन मिलेगा यह प्लेन का इक्वेशन है और अगर मैं इस प्लेन को नॉर्मल करना चाहूंगा इसलिए मुझे खुद को उस कॉलम वेक्टर के पहले तीन एलीमेंट तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेन के इस इक्वेशन को इस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है तो यह पर्टिकुलर वेक्टर आपको नॉर्मल प्रदान करेगा तो आपको इसे नॉर्मल करना होगा और फिर आप उस यूनिट वेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं तो वही होगा जो कर रहा है तो इस प्लेन के पैरलेल सभी प्लेन वनिशिंग लाइन है तो यह इंटरप्रिटेशन है और नॉर्मल की कंप्यूट इस तरह से की जा सकती है तो हम फाइनली हम कंप्यूट कर सकते हैं जैसा कि हम इस कंप्यूटेशन में देख सकते हैं तो आप उस मामले में वनिश हो रही लाइन को कंप्यूट कैसे करते हैं आपको अलग अलग डायरेक्शन में प्लेन के पैरलेल लाइनो के ग्रुप को आईडेंटिफाई करना है हम उनके वनिशिंग पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं और उनके बीच की लाइन प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से आप वनिशिंग लाइन को प्राप्त कर सकते हैं अब मैं उन पर्टिकुलर हाइलाइट्स को समाराइज करते हुए कंटेंट को समरी में प्रस्तुत करूंगा जिनको हमने सिंगल व्यू कैमरा जियोमर्ट्री के इस विषय में डिस्कस की थी पहली बात जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिनहोल कैमरा मॉडल यह एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स प्रदान करता है जो एक इमेज पॉइंट पर थ्री डायमेंशनल पॉइंट को मैप करता है और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कुछ इंटरेस्ट रखता है मेरा मतलब है कि कुछ नोन स्ट्रक्चर यह है कि यह मैट्रिक्स है यह थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड से एक 2 डायमेंशनल प्लेन की मैपिंग है और इसकी इंडिपेंडेंट डिग्री 11 है इसका मतलब है 11 इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं इसलिए जैसा कि आप समझ सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं इसलिए चूंकि आप उन एलिमेंट को स्केल कर सकते हैं तब भी आपको वही मैपिंग मिलेगी तो एलिमेंट में से एक एक स्केल फैक्टर है तो बाकी एलिमेंट उस स्केल के फैक्टर से इंडिपेंडेंट हैं फिर इस 11 में से 5 इंट्रिंसिक पैरामीटर और 6 एक्स्ट्रिंसिक पैरामीटर हैं और इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का एस्टीमेट लगाने के लिए आपको मिनिमम 6 पॉइंट के कॉरस्पॉडिंग रिक्वायरमेंट होती है एक अन्य प्रकार का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है जिसे हम एफाइन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कहते हैं इसलिए इस केस में एक प्रोजेक्शन या कैमरा सेंटर के सेंटर में एक कन्वर्जिंग प्रोजेक्शन किरणों के बजाय हम मानते हैं कि इमेजेस पैरालल किरणों से बनती हैं और आपके कैमरे का सेंटर एक इनफिनिटी पर स्थित है तो इस तरह के एफाइन प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में एक यूनिक डिस्टिंक्शन है इसका रंग एक होना चाहिए 1 0 0 1 के साथ एक पंक्ति होनी चाहिए या 1 के स्थान पर किसी भी स्केल की वेल्यू होना चाहिए और फिर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि अगर मैं 1 पर एक स्केल वेल्यू पिक हूं तो बाकी अन्य इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं इसलिए अगर मैं 12 से इन चार एलीमेंट को बाहर निकालता हूं तो यह 8 है इसलिए यह स्वतंत्रता की डिग्री 8 है या स्वतंत्र पैरामीटर 8 है और प्रत्येक पॉइंट के करोसपोंडिंग मुझे 2 इक्वेशन प्रदान करता है इसलिए हमें इस एफाइन मैट्रिक्स का एस्टीमेट लगाने के लिए न्यूनतम 4 करोसपोंडिंग पॉइंट की आवश्यकता है फिर हमने जियोमर्ट्री के बारे में डिस्कस्ड किया जो इन रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जैसे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में एन्कोडेड है विभिन्न रूपों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनका एक रूप हो सकता है हमने जिस नोटेशन M का उपयोग किया है वे एक उप मैट्रिक्स है जो कॉलम वेक्टर है यह एक 4 कॉलम वेक्टर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है जिसे 4 कॉलम वैक्टर p के पहले दूसरे तीसरे चौथे भाग के रूप में कंसीडर किया जा सकता है उन्हें इसके द्वारा डेनोट किया जाता है या इसे पंक्तियों के ढेर के रूप में कंसीडर किया जा सकता है तो इस तरह से प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और जियोमर्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन जो एन्कोडेड हैं जिसे स्वयं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के इस वेल्यू से रिट्रीव किया जा सकता है जैसे कैमरा सेंटर अपनी वर्ल्ड में खुद को कोऑर्डिनेट करके देता है और एफाइन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के लिए आपको M के दाहिने 0 वेक्टर को लेना होता है और जिसे आप एक डायरेक्शन के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता हैं तो यह आपको उस पैरलेल किरणों की डायरेक्शन प्रदान करेगा जो इमेज बना रही है फिर हमने इमेजिंग में इस मामले में वनिश होने वाले पॉइंट्स के बारे में चर्चा की उदाहरण के लिए X एक्सिस का वनिशिंग पॉइंट् पहले कॉलम वेक्टर द्वारा दिया जाता है फिर Y एक्सिस द्वारा और Z एक्सिस के लिए Z यह वनिशिंग पॉइंट् इमेज पर वनिशिंग पॉइंट् हो रहा है और इमेज वर्ल्ड ओरिजिन की है और ऐसे स्पेस हैं जिन्हें हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एलीमेंटस से पर्टिकुलर रूप से इसकी पंक्तियों से रिकवर कर सकते हैं तो प्रिंसिपल प्लेन जैसे कुछ स्पेशल प्लेन इस रिलेशन द्वारा दिए गए हैं तब से यह एक प्रिंसिपल प्लेन है तो वेक्टर के पहले तीन एलीमेंट यह आपको नॉर्मल और फिर प्रिंसिपल पॉइंट की डायरेक्शन देगा और इमेज प्लेन के साथ प्रिंसिपल एक्सिस का इंटर्सेक्शन होगा जो इस रिलेशनशिप द्वारा एक्सप्रेस किया गया है M एक करोसपोंडिंग मैट्रिक्स है जिसे आप उप मैट्रिक्स या प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जानते हैं हमें M के साथ ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शनस को मल्टीप्लाई करना होगा और आपको प्रिंसिपल पॉइंट मिलेगा इमेज के x एक्सिस के साथ गठित प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोजेक्शन का सेंटर भी है तो प्रोजेक्शन और x एक्सिस के सेंटर के साथ यह थ्रीडिमिंशनल स्पेस में एक प्लेन को थ्रीडिमिंशनल बना देगा और इस रिलेशन द्वारा दिया जाएगा और इसी तरह इमेज के y एक्सिस द्वारा गठित एक प्लेन फिर से कैमरे के सेंटर के साथ सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है इसलिए प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से डिफरेंट अन्य जियोमर्ट्री डेरिवेटिव्स हैं पहली बात यह है कि आप एक इमेज पॉइंट पर एक प्रोजेक्शन किरण बना सकते हैं आप उस पर्टिकुलर लाइन को अपने थ्रीडिमिंशनल इक्वेशनस से कर सकते हैं यह डायरेक्शन रेशिओ इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है आप नोट करे कि x एक इमेज है जो 2 डिमिंशनल प्रोजेक्टिव स्पेस के होमोजनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस की गई है तो यह आपको एक थ्रीडिमिंशनल संरचना थ्रीडिमिंशनल स्पेस में एक डायरेक्शन रेषिओ प्रदान करेगा और किरण पर कोई भी पॉइंट इंसिडेंटली एक लाइन को डिफाइन करेगा जिसे किसी को कैमरा सेंटर में पास करना है और आप जानते हैं कि कैमरा सेंटर को इस रूप में कंप्यूट किया जा सकता है जो आपके पास है जो आपको कैमरा सेंटर प्रदान करेगा और यह है कि प्रोजेक्शन किरण कैसे बनती है इसी तरह आप कैमरा सेंटर के साथ इमेज स्पेस में एक लाइन के साथ गठित स्पेस को कंप्यूट भी कर सकते हैं यह द्वारा दिया गया है और डायरेक्शन d के साथ एक लाइन के वनिशिंग पॉइंट द्वारा दिया गया है तो इसके साथ ही आप मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंक्लूड करने दें मुझे उम्मीद है कि आपने सिंगल व्यू ज्योमेट्री की कुछ फीचर्स सीखी होंगी इसके बाद स्टीरियो ज्योमेट्री या दो व्यूस कैमरा ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस की जाएगी आपके सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद